सुप्रभात दोस्तों पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे या वास्तव में कुछ रिवाइज कर रहे थे एक एयरप्लेन की स्टैटिक स्टेबिलिटी की समझ के बारे में और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट महत्वपूर्ण समझ ट्रिम के बारे में अगर यह Cm है पिचिंग मोमेंट कॉएफिशिएंट वर्सेस अल्फा मैं Cm वर्सेस α की मेरी वेरिएशन को इस तरह रहना पसंद करूंगा ताकि मुझे दिए गए डायनामिक प्रेशर के लिए पर्याप्त α पॉजिटिव मिले ताकि यह वेट को संतुलित करने के लिए पर्याप्त लिफ्ट का उत्पादन कर सके एक डिजाइनर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम उन सूचनाओं का उपयोग करते हैं और कुछ सिंपलिस्टिक फॉर्मूलेशन के माध्यम से इस बेसिक समझ को विज़ुअलाइज करने की कोशिश करते हैं जो सीधे मुझे बता सकते हैं कि मुझे एयरप्लेन के विभिन्न कॉम्पोनेंटस को डिजाइन करने के लिए क्या करना चाहिए जो स्टेबिलिटी और ट्रिम करने के लिए उपयुक्त हैं ठीक है उदाहरण के लिए यहाँ से हमने स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए देखा है कि Cm∂α0 और एक पॉजिटिव ट्रिम के लिए Cm00 और हमने यह भी देखा है कि Cm∂α कुछ भी नहीं है लेकिन Cm∂α सब कुछ लीनियर मानते हुए और 1Cm∂α से डिवाइड करते हुए देखें कि यह सज्जन हमेशा पॉजिटिव होता है जो कि लिफ्ट कर्व स्लोप है इसलिए मैं कहता हूं कि Cm∂α 0 से कम स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए एक कंडीशन है मैं यह भी कहता हूं कि 0 से कम CmCL स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए एक कंडीशन है अब हम जो करते हैं वह बहुत सरल है हम एक डिजाइनर को प्लॉट करते हैं इस तरह से Cm वर्सेस CL ग्राफ पसंद करेंगे और स्लोप CmCL है जो ट्रिम पर 0 से कम होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है जब मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं एक ट्रिम पॉइंट के बारे में स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं जब भी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं एक स्लोप के बारे में बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम के बारे में यहां ट्रिम के बारे में ठीक है अब आपको यह भी याद है कि लगभग आप लिख सकते हैं CmCLStatic Margin और स्टैटिक मार्जिन क्या था स्टैटिक मार्जिन को न्यूट्रल पॉइंट और CG नॉन डाइमेंशनल के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया था इसलिए अगर मेरे पास एक एयरप्लेन है और कहीं न कहीं न्यूट्रल पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट की परिभाषा है न्यूट्रल पॉइंट वह CG लोकेशन है जिस पर CmCL 0 या क्लासिकली उससे अधिक हो जाता है न्यूट्रल पॉइंट वह CG लोकेशन है जिस पर एयरक्राफ्ट न्यूट्रली स्टेबल हो जाता हैठीक है यह एक अनुमानित एक्सप्रेशन है लेकिन बहुत उपयोगी एक्सप्रेशन है और देखें कि डिजाइनर इस समझ का कैसे फायदा उठाएंगे उदाहरण के लिए अगर मैं एक क्रूज के लिए एक एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहा हूं और मान लेते हैं क्रूज मुझे CL 02 की आवश्यकता है मैं उस CL 02 को कैसे प्राप्त करूं हां हम एक क्रूज के बारे में बात करने जा रहे हैं मुझे पता है कि अगर मैं सबसे अच्छी रेंज के लिए उड़ान भर रहा हूं या आवश्यक थ्रस्ट न्यूनतम है तो कहना चाहिए कि अधिक जेनेरिक थ्रस्ट की आवश्यकता न्यूनतम है तो मुझे पता है कि CLCD0K इसलिए अनुमानित वैल्यू CD0K को जानते हुए मुझे पता है कि मैं किस CL के लिए उड़ान भरने जा रहा हूं यह भी संभव हो सकता है कि आप न्यूनतम कंडीशन के बराबर थ्रस्ट बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं तो आप जानते हैं कि CL2WSVcruisse2 तो जो भी कंडीशन होगी आप किसी दिए गए स्पीड के लिए उस ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए CL के वैल्यू को जानते हैं और अगर मैं एक क्रूज के लिए डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे दिए गए डायनामिक प्रेशर के लिए वेट के बराबर लिफ्ट बनाए रखना है तो मेरे पास CL का एक विशेष वैल्यू होना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि CL 02 है इसलिए यदि यह CL 02 पर क्रूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह ट्रिम बिंदु पर है जहां कोई Cm नहीं है Cm 0 है जो कि इक्विलिब्रियम है तो यह पॉइंट 02 हो जाता है अब सवाल यह है कि यदि यह 02 हो जाता है तो स्लोप क्या होना चाहिए जो मुझे ट्रिम में यहाँ डिज़ाइन करना चाहिए और आप जानते हैं कि यह स्लोप CmCL कुछ भी नहीं है लेकिन स्टैटिक मार्जिन का माइनस है क्षमा करें आपके यहाँ एक सुधार है यह स्टैटिक मार्जिन का माइनस है और मुझे यहां माइनस डालने दें और फिर अगला सवाल यह है कि स्टार्टिंग मार्जिन क्या है हम कितना चाहते हैं आमतौर पर SMNP XCG Xcg एयरक्राफ्ट के लिए है आमतौर पर यह कॉर्ड का 10 प्रतिशत हो सकता है या कॉर्ड 15 प्रतिशत के आधार पर इसका 10 प्रतिशत हो सकता है लेकिन यदि आप अंतिम कार्य कर रहे हैं और आपके पास सभी डेरिवेटिवज़ हैं तो सब कुछ सही है आप इसके लिए योजना बनाने की कोशिश कर सकते हैं लगभग 5 से 8 प्रतिशत सही लेकिन यह एक डिजाइनर की पसंद है लेकिन एक कांसेप्चुअल स्टेज पर मैं कहूंगा कि आप स्टैटिक मार्जिन के साथ शुरुआत करते हैं हमें 15 प्रतिशत सुरक्षित कहने दें क्योंकि अब सब कुछ बहुत ही गलत है यह सभी अनुमान हैं उन सभी पैरामीटरज़ को जो हम ले रहे हैं इसलिए मैं सुरक्षित खेलूंगा तो स्टैटिक मार्जिन 15 प्रतिशत का मतलब है CmCL SM 015 तो यह स्लोप 015 है और मुझे पता है कि मैं एयरप्लेन को CL पर 02 के बराबर ट्रिम करने जा रहा हूं इसलिए ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि आवश्यक वैल्यू क्या है Cm0 जो Cmat CL0 है वह 015 होगा तो यह 003 है इसलिए डिजाइनर के लिए संदेश है मुझे इस तरह से विंग को फ्यूज़लेज पर लगाने की आवश्यकता है यह वह फ्यूज़लेज है जिसे हमने अब तक डिजाइन नहीं किया है इसलिए मुझे विंग को इस तरह से लगाने की आवश्यकता है कि यह उस लिफ्ट का उत्पादन करने में सक्षम हो जिसे CL 02 पर दिए गए डायनामिक प्रेशर के लिए आवश्यक है उसी समय एयरक्राफ्ट को स्टैटिकली स्टेबल होना चाहिए इसके अलावा Cm0 Cmat CL0 यह लगभग 003 होना चाहिए इन 3 कंडीशनस को संतुष्ट करना होगा इसलिए जहां तक स्लोप का संबंध है इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल टेल और Cmat CL0 का उपयोग करते हैं जो कि Cm0 है अगर आपको यह लिखने पर कन्फ्यूजन होता है कि CmCm0Cmαα यह Cm0 Cmat CL0 है क्योंकि मैं α के संबंध में विस्तार कर रहा हूं अगर मैं CL के साथ विस्तार कर रहा हूं जो है CmCm0CmCLCL अगर मैं इसका उपयोग कर रहा हूं जो मैं अब इस फॉर्मूलेशन का उपयोग कर रहा हूं तो यह Cm0 Cmat CL0 के अनुरूप हैठीक है लेकिन हम देखेंगे कि ये तरीके यदि मैं समझता हूं मुझे Cm0 की कितनी आवश्यकता है और मुझे कितनी CL की आवश्यकता है मुझे CmCL की कितनी प्रायोरी आवश्यकता है अगर मुझे पता है तो मैं आसानी से इसे मैनेज कर सकता हूं एक उपयुक्त टेल वह है हॉरिजॉन्टल टेल साइज़ दूसरी चीज टेल और विंग सेटिंग एंगल तीसरी है टेल मोमेंट आर्म और चौथा आपको एयरक्राफ्ट के CG के संबंध में विंग के ac का स्थान मिलेगा यह वह है जो एक डिजाइनर देखेगा जब वह एयरप्लेन को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं आप इस संख्या के लिए कितनी सरलता से महसूस कर सकते हैं एक तरह से हमारा जीवन सरल हो गया है अगर मुझे पता है कि यह Cm है यह CL है मुझे पता है कि CL 02 के लिए मुझे क्या डिजाइन करना चाहिए और मुझे पता है यहाँ स्लोप क्या है जो है CmCL SM 015 तो यह आम तौर पर 015 है जो मुझे बताता है कि यह वैल्यू क्या है Cm0003 तो अब संदेश है मैं कांबिनेशन में विंग और टेल कैसे डालूं विंग मुख्य रूप से लिफ्ट देने के लिए है ठीक है लेकिन हमने यह भी देखा है कि अगर मैं एक कैंबर्ड विंग का उपयोग कर रहा हूं तो विंग की प्राथमिक भूमिका क्या है इसलिए एक डिजाइनर विभिन्न कॉम्पोनेंटस को प्राथमिकता देगा जब भी वह एक विंग के बारे में सोचते हैं कहते हैं कि विंग लिफ्ट देने के लिए है लेकिन हां यह सच है यह लिफ्ट के लिए है दूसरी बात आप समझते हैं कि हमारे पास Cm0 क्राइटीरिया हैं Cm00 तो यहाँ आप देखते हैं यदि मैं CG के आगे विंग का ac लगाता हूं तो हमने 0 के बराबर अल्फा पर भी देखा है तो हम α 0 पर कहते हैं कि अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं CmCm0Cmαα विज़ुअलाइज करने का एक आसान तरीका जो α 0 पर Cm है इसका मतलब है मैं Cm वर्सेस α की तलाश में हूं जहां यह α 0 पर Cm0 है आमतौर पर यह विज़ुअलाइज करना आसान है आप यहां से एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो α 0 पर आप देखते हैं कि CLक्या है यदि यह एक कैंबर्ड एयरोफॉयल है तो आप हमेशा α 0 पर देखते हैं CL क्या है वह CL0 है आप उस CL0 पॉइंट को उठाते हैं CL0 α 0 पर आपका Cm बन जाता है यहाँ क्या मान लिया गया है पहला अनुमान है सभी लिफ्ट सब कुछ विंग से आ रहा है ठीक है यह एक कांसेप्चुअल स्टेज है यही कारण है कि हम ये सभी अनुमान लगा रहे हैं तो अब आप यहां भी देख चुके हैं जिस मोमेंट मैं एक कैंबर्ड विंग का उपयोग करता हूं विंग का एक Cmac होता है जो एक कंसंट्रेटेड मोमेंट होता है जो कि फोर्सेस को ट्रांसफर करने के कारण आता है जो नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव होने के लिए Cm0 को खतरे में डालने वाला है तो क्या किया जाता है एक तरह से कृपया कृपया समझें कि हम विंग के बारे में बात कर रहे हैं और हम सहमत हैं कि विंग की प्राथमिक भूमिका लिफ्ट देने के लिए है लेकिन मैं यह भी बता रहा हूं कि हम कुछ Cm0 पॉजिटिव जोड़कर विंग से एक सेकेंडरी इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह विंग एक Cm नेगेटिव का सामान ले जा रहा है और मैं चाहता हूं कि Cm0 पॉजिटिव होना चाहिए क्या किया जाता है आप एयरक्राफ्ट के CG से थोड़ा आगे विंग के ac डालते हैं और तब आप जानते हैं कि Cm0CmacCLOx यह दूरी x बार जो निश्चित रूप से कॉर्ड के साथ नॉन डाइमेंशनलाइज्ड है तो यह आपको एक पॉजिटिव Cm0 देगा जो कि ले जाने वाले नेगेटिव Cmac की भरपाई करने की कोशिश करेगा तो संदेश क्या है हां यह वास्तव में सच है जब आप विंग के बारे में सोचते हैं हम मुख्य रूप से लिफ्ट के संदर्भ में सोचते हैं लेकिन एक रास्ता है एयरक्राफ्ट के CG के थोड़ा आगे विंग का ac लगाकर आप भी Cm0 के पॉजिटिव होने की दिशा में योगदान कर सकते हैं या आपका पॉजिटिव योगदान कर सकते हैं लेकिन एक ही समय में आपको यह समझना चाहिए कि जिस मोमेंट में मैंने एयरक्राफ्ट के CG के आगे विंग की ac लगा दी यह विंग डीस्टेबलाइज़ हो जाती है ठीक है इसलिए यदि आप इसे स्टेबल बनाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से एक टेल का उपयोग कर रहे हैं जो इस मामले में एक हॉरिजॉन्टल टेल है तो आप यहाँ एक हॉरिजॉन्टल टेल रखते हैं अब यह हॉरिजॉन्टल टेल क्या करेगी आइए देखते हैं फिर से मैं एक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव द से बात कर रहा हूं मैं अगली क्लास में फॉर्मूलेशन के साथ और अधिक मेथडिकल करूंगा और यह एक वार्म अप क्लास है अगर एयरप्लेन द्वारा अटैक एंगल α देखा गया है और यह कुछ एंगल α∗ भी देखेगा जो डाउनवॉश और सभी के कारण आपके द्वारा जाने जाने वाले अटैक के एंगल से कम होगा वे डीटेल्स बाद में आएंगे लेकिन संदेश है यह एक फोर्से लिफ्ट उत्पन्न करेगा ठीक है और यह लिफ्ट CG के बारे में मोमेंट देगा ठीक है इसलिए कोई भी पॉजिटिव एंगल जो इस एयरक्राफ्ट को डीस्टेबलाइज़ कर रहा है यह टेल एक रीस्टोरिंग मोमेंट देगा तो हम जानते हैं कि टेल Cm∂α हमेशा 0 से कम होगी यानी ऐफ्ट टेल हमेशा स्टेबलाइज़ रहती है अब मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि कैसे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट के मामले में टेल कितनी शक्तिशाली होगी मुझे पता है कि हां यह Cm टेल पर लिफ्ट पर निर्भर करेगा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मैं नॉन डाइमेंशनल के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए टेल का CL और इस मोमेंट आर्म भी इस लंबाई में यह फोर्से मुझे मोमेंट देगा तो यह टेल एरिया lt भी है ये प्राथमिक चीजें हैं जहां तक नॉन डाइमेंशनल का संबंध है और वहां आप देखेंगे कि St इन lt हॉरिजॉन्टल टेल के दिए गए CLαके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एक बार जब हमने एक एयरोफॉयल चुना है जो आम तौर पर सिमैट्रिकल एयरोफॉयल है तो यह कितना प्रभावी होगा यह निर्भर करेगा कि एरिया क्या है और मोमेंट आर्म क्या है सही है और यदि आप एक बार याद करते हैं तो आप नॉन डाइमेंशनल शब्दों में सोचना चाहते हैं तो हम VH टेल वॉल्यूम रेशों नामक कुछ को परिभाषित करते हैं VHStSw ltC तो इस टेल वॉल्यूम रेशों का उपयोग स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एयरप्लेन के प्रारंभिक स्टेज को कोंसेप्टूलाइज़ करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर हम प्रारंभिक स्टेज 05 से 07 या 08 तक पाते हैं यदि आप लेते हैं तो आप काफी सुरक्षित हैं आप बाद में अंतिम ट्यूनिंग कर सकते हैं तो हम यह भी देखेंगे कि टेल वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से एक टेल कैसे डिज़ाइन करें ठीक है तो यह टेल वॉल्यूम मुख्य रूप से यह स्टैटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा यह CmCL की ओर योगदान देगा कृपया समझें अगर मैं विंग के ac को CG के आगे रख देता हूं तो यह विंग की CmCL को डीस्टेबलाइज़ करने वाला पॉजिटिव है तो इस सज्जन को अक्सर टेल में लोंगिट्यूडनल स्टेबिलिटी प्रदान करने की प्राथमिक भूमिका होती है इसकी भूमिका लिफ्ट प्रदान करना नहीं है लिफ्ट प्रदान करने के लिए प्राथमिक भूमिका विंग है इसलिए काम विभाजित हैं और हमें अलग से भी सोचना चाहिए अब एक बार जब स्टेबिलिटीज़ देने की टेल का प्राथमिक काम खत्म हो गया है तो हमें यह भी सोचना होगा कि Cm0 को पॉजिटिव बनाने में टेल के योगदान को कैसे निकालना है यह भी महत्वपूर्ण है इसलिए क्या किया जाता है मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं सिर्फ आपको वार्म अप कर रहा हूं क्योंकि मेरा बाद का लेक्चर आपके द्वारा किए गए काम को विकसित करेगा और फिर आप सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे लेकिन यह वही है जो एक डिजाइनर सोचेगा इसलिए एक बार जब मैं आपको उन सभी एक्सप्रेशनस को दे देता हूं तो आपको इस संदर्भ में सोचने में सक्षम होना चाहिए या आपको केवल उस जानकारी को निकालने में सक्षम होना चाहिए जो डिजाइनर को जरूरत है डिजाइनर को बहुत अधिक इक्वेशनस की आवश्यकता नहीं है ठीक है लेकिन आपको उन बहुत सारे इक्वेशनस को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है ताकि आप चर्चा के उन पूरे रसों को प्राप्त कर सकें ठीक है तो Cm0 मेरी टेल है तो α 0 पर मुझे एक Cm चाहिए जो Cm0 है मुझे क्या करना चाहिए मैं बस इस टेल को एक नेगेटिव सेटिंग एंगल पर सेट करता हूं तो i t एक नेगेटिव डाउन सेटिंग एंगल है आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि α 0 पर फिर इस दिशा में फोर्से करें और CG यहां कहीं तो यह एक पॉजिटिव मोमेंट देगा और यह Cm0 है तो इस हॉरिजॉन्टल टेल की भूमिका Cm∂α0 की दिशा में प्रमुख योगदान प्रदान करना है जिससे एयरक्राफ्ट स्टैटिकली स्टेबल हो जाता है और Cm0 को पॉजिटिव करने की ओर योगदान के लिए भी ठीक है विंग की क्या भूमिका है लिफ्ट का उत्पादन करना और पूरे एयरक्राफ्ट के Cm0 की तरफ पार्शियल छोटे योगदान करना ताकि 0 या शून्य Cmac नेगेटिव बन जाए ठीक है यदि आप इन बातों को समझते हैं तो अगले लेक्चर में हम इसे पहले सिद्धांत से बनाएंगे